परिमित लम्बाई की डोरी के कंम्पन संतत् पुनः स्वागत है हमने अंतिम विडियो मे डोरी के दोनों सिरों के बंधे होने पर अर्थात विस्थापन शून्य होने पर कंपन को देखा था हमने चर प्रथक्करण से कैसे हल ज्ञात करते है यह देखा था तो इस विडियो मे हम उसी प्रकार के प्रश्नो को हल करेगे जहां परिमित स्प्रिंग एक सिरे पर जुड़ी हो तथा दूसरा सिरा बंधा हुआ हो तो हम देखेगे की डोरी के कंपन कैसे है किसी भी समय हम चरो के प्रथक्करण से हल ज्ञात करेगे तो इस विडियो के शुरुआत हम प्रारम्भिक सीमा मान प्रश्न से करेगे तो हम इस परिमित डोरी को लेते है जो 0 से L तक है तो एक L लंबाई की डोरी जिसका एक सिरा 0 पर है ओर दूसरा L पर आप माने की यह बंधा हुआ है अर्थात uLt0 आपने इसे बांध दिया है आपने इसे मुक्त रखा है अतः ux0t0 तो यह सीमा है जिस पर आपको हल करना है तथा आप देख सकते है की यह आपका समय t है तथा यह आपका x अक्ष है तो आपके पास वेव समीकरण है जो अनंत पट्टी पर इस प्रतिबंध को संतुष्ट करती है आपके पास वेव समीकरण है जो प्रारम्भिक प्रतिबंधों ux0f तथा utx0 को संतुष्ट करती है यह भी दिया गया है तो यह एक सुपरिभाषित पूर्ण समस्या है तो हम इसे utt−c2uxx0 0xL t0 लिखेगे तो यह आपकी अवकल समीकरण है तथा आपके प्रारम्भिक प्रतिबंध u x 0f तथा ut x 0g 0xL के लिए है तो यह आपका 0 से L तक का डेटा है इसका अर्थ है प्रारम्भिक समय पर डोरी का विस्थापन तथा वेग आपको ज्ञात है प्रतिबंध एक सिरा बंधा है दूसरा सिरा मुक्त है आपके पास ux0t0 तथा विस्थापन निश्चित है uLt0 तो यह प्रत्येक t0 के लिए सभी समय सत्य है तो यह प्रश्न है तो हमे हल ज्ञात करना है तो uxt प्रत्येक x तथा t के लिए तो हमेशा की तरह हल को चाहेगे क्योकि यह एक परिमित डोमैन है तो आप देखते है की यदि आप डोमैन को देखे तो x डोमैन 0 से L मे परिबद्ध है t डोमैन वास्तव मे धनात्मक है तो आपके पास यह है इस वेव समीकरण मे सत्य मे तथा हमारे पास यहाँ प्रारम्भिक डेटा है तथा हमारे पास सीमा डेटा है तो हल की तलाश कीजिए मानते है की प्रथ्क्क रूप मे हल uxtXT ≠0 हल है हम इस रूप मे हल चाहते है तब आप समीकरण मे प्रतिस्थापित कीजिए तो वेव समीकरण तो आपके पास XT"c2X"T है यह होता है यदि आप इसे दी गई समीकरण मे प्रतिस्थापित करे तो uxtXT से भाग देने पर आपके पास है तो चर प्रथक होगे है तो इसका अर्थ होना चाहिए तथा दोनों समान x के फलन है बाएँ हाथ की ओर t का फलन है तो इसका अर्थ है की यह अचर होना चाहिए तो इस पेरमीटर को λ कहते है तथा अब इस से x ODE है तो यदि आप इस पर ध्यान दे तो आपके पास X" λX0 है x का डोमैन 0xL है तथा दूसरे के साथ क्या होता है तो t के लिए आपके पास अन्य ODE T −λ c2T 0 t0 है तो यह दो ODE आपके पास है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते है की यह स्वयं सम्बद्ध रूप मे है तो आप सीमा प्रतिबंध ux0t0 का प्रयोग करे जिसका अर्थ है सीमा प्रतिबंध 1 यह होगा तो इसका अर्थ है यदि आप प्रयोग करे आपको X'T0 T ≠0 प्राप्त होगा अर्थात X'0 अब आप सीमा प्रतिबंध 2 का प्रयोग करे तो आपको uLt0 प्राप्त होगा यह मुझे XT0 देगा जिसका अर्थ है T ≠0 तो आपके पास X0 है तो स्ट्रीम लीऔविल्ले प्रश्न X" λX0 होगी 0 से L के बीच तथा आपके पास X'0 X0 है तो यह सीमा प्रतिबंध है तो हम देख सकते है की यह स्पष्ट रूप से स्वयं सयुक्त रूप 1 X0 X λ 1 X है तो यह स्वयं संयुक्त रूप है तो p1 q 0 तथा w 1 तो यह है जिसकी आपको जरूरत है तो w1 का अर्थ है आप अचर गुणन को परिभाषित कर सकते है समाकलन के रूप मे तो यह पद है तो अब इसका अर्थ है क्योकि यह स्वयं संयुक्त रूप हर्मिशियन रूप है यह LX 1 X0 X λ 1 X मेरा एक स्वयं संयुक्त रूप हैं अब आप सीमा प्रतिबंध X'0 का प्रयोग करे तो यह मुझे μ c1−c2 0 देता है तो यह हमारा समीकरण 1 है तो यह मुझे μ ≠0 μ0 तो c1c2 जब आपको c1c2 प्राप्त होता है तो क्या होता है सामान्य हल का यह केवल X 2cosh μx हो जाता है तो अब यदि आप इसका प्रयोग करे अन्य सीमा प्रतिबंध X0 का तो आपको इस सामान्य हल से 2cosh μL0 प्राप्त होता है तो cosh μx ≠0 सदैव धनात्मक है क्योकि चारघातांक का योग कभी भी शून्य नहीं होता तो इसका अर्थ है c10 यदि c1 शून्य है तो c1c2 से दोनों शून्य हो जाते है तो मेरा सामान्य हल पूरी तरह से शून्य हो जाता है प्रत्येक x के लिए तो इसका अर्थ है की λμ2 आइगन मान नहीं है तो अब चलिए λ0 की स्थिति देखिए तो आपके पास X"0 है तो आपको इससे Xc1xc2 प्राप्त होता है तो यह सामान्य हल है आप सीमा प्रतिबंध X'0 का प्रयोग करे आपको c10 प्राप्त होता है तो प्रथम सीमा प्रतिबंध का प्रयोग करने पर आपको Xc2 सामान्य हल के रूप मे प्राप्त होता है अब यदि आप अन्य सीमा प्रतिबंध X0 का प्रयोग करते है तो यह मुझे c20 देता है तो इसका अर्थ है की X0 प्रत्येक x के लिए इसका अर्थ है λ0 आइगन मान नहीं है तो λ μ2 ही एक विकल्प बचा है तो यदि आप यह करे तो आपके पास X μ2X 0 है तो यह अब ओ X μ2X 0DE है तो सामान्य हल X c1 cos μxc2sin μx हो जाता है X0 सीमा प्रतिबंध का प्रयोग करने से प्राप्त होता है तो आपको −μc1sinμxμc2cosμx ¿ x0 प्राप्त होता है तो c20 तो आपका सामान्य हल X c1cos μx हो जाता है अब आप अन्य सीमा प्रतिबंध X0 का प्रयोग करे तो मुझे c1cosμL0 प्राप्त होता है तो c10 या cosμL0 cosμL शून्य हो सकते है μ0 के कुछ मानो के लिए तो उन μ के मानों के लिए c1 स्वाईचिक हो सकते है तो इसका अर्थ है की आपके पास अशून्य हल है μ के इन मानो के लिए c1 को अशून्य लेकर तो यदि आप एक अशून्य हल चाहते है तो इसका अर्थ है की आप cos μL0 चाहते है इसका अर्थ है की इसका एक हल है तथा n012 यदि आप n0 रखे अर्थात तो यह इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है इसका अर्थ है की मेरे पास यह सभी μn है जो की है तो μ के इन सभी मानो मे μ n पर निर्भर करता है तो आपके पास λn के मान आइगन मानों के रूप मे है तो यह आपके आइगन मान है0123 ओर आइगन फलन क्या है मूलतः आपके पास हल मे यहाँ c1 स्वेच्छिक है जहां पुनः n012 तो यह आपके आइगन मान तथा फलन है तो n012 से सम्बद्ध इन्हे λ लीजिए तथा इस प्रश्न को पूरा हल करने का प्रयास कीजिए तो अब बनाइये हम λ के स्थान पर आइगन मानो को चुनते है तथा T के लिए इस सामान्य अवकलन समीकरण को हल करने का प्रयास करे तो क्योकि T प्रत्येक λ के लिए n पर निर्भर करते है तो इसे प्रत्येक n के लिए ODE कहा जा सकता है मेरे पास इस तरह की अलग समीकरण है आपको n012 के लिए यह प्राप्त होता है तो यह स्पष्टरूप से देगा तो यह आपके हल होगा जहां An तथा Bn स्वैच्छिक अचर है तो आपके हल unxt के साथ क्या होगा प्रत्येक n के लिए unxtXnTn Xn आपका आइगन फलन है तो आपके पास यह unxt है तो अब यदि आप सभी हलों को जोड़ दे जहां n का मान 0 से अनंत तक है आपको मिलेगा जिसे हम हल कहते है जिसका प्रत्येक पद वेव समीकरण का हल है जो सीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो मानते है की यह अध्यारोपण से हल है इन सभी प्रत्येक हल का जो की सीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है अब क्या हो यदि यह हल हो केवल AnBn अज्ञात स्वैच्छिक अचर है जिन्हे ज्ञात करना है तो प्रथम प्रारम्भिक प्रतिबंध ux0f का प्रयोग करे तो तो आप इस से कैसे अपने An ज्ञात कर सकते है प्रत्येक n के लिए बस स्ट्रीम लीऔविल्ले समस्या मे अचर गुणन कर के 0 से L तक समाकलन कर दीजिए तो क्योकि यह सभी वास्तविक λ वास्तविक है तथा आइगन फलन भी वास्तविक है तो संयुग्मी का कोई अर्थ नहीं है तो आपके पास है आप हर की गणन कर सकते है तो हर के समाकलन आपको ज्ञात करना होगा तथा आप इसे लिखेगे तो आप की गणना करे 0 से L जो की है तो जब आप इसे लिख सकते है तो इस प्रकार आपको प्रथम प्रारम्भिक प्रतिबंध का उपयोग कर के आपका An प्राप्त होगा तो इस अध्यारोपित हल मे मैं जानती हूँ की हमारा An क्या होगा तो यदि मैं Bn ज्ञात करूँ प्रारम्भिक प्रतिबंध 2 का प्रयोग कर के utx0g g दिया हुआ डेटा है तो आपका n ओ से अनंत है अब आपके पास है आप पुनः इस से देख सकते है की यदि आप अचर गुणन का प्रयोग करे दोनों ओर आप देखेगे की तो यह मुझे देगा जहां n012 तो अब मैं जानती हूँ की मेरा An तथा Bn क्या है सामान्य हल मे तो यह हल है जो आपके सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो uxt का अर्थ है सभी हलो का अध्यारोपण ले इन An तथा Bn के साथ जो चाहा गया हल होगा तो यह कंपन है जिसे आप देख सकते है किसी भी समय परिमित लंबाई की डोरी की परिमित लंबाई पर जिसका एक सिरा बंधा हुआ हो दूसरा सिरा मुक्त हो तो इस प्रकार हम इसे ज्ञात करते है तो आपके पास यह हल है तो आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते है जब डोरी के दोनों सिरे मुक्त हो तो आप दोनों सिरो के लिए ux0t0 ले तो आप इस स्ट्रीम लीऔविल्ले प्रश्न को निकालते है भिन्न भिन्न सीमा प्रतिबंधों के साथ तो आप आइगन मानों तथा फलनों को ज्ञात करते है उसके बाद प्रारम्भिक प्रतिबंधों का प्रयोग करते है प्रथक्कृत हल ज्ञात करने के लिए तो आप डोरी के कंपन ज्ञात कर सकते है चाहे सीमा प्रतिबंध कुछ भी दिये हो तो बची हुए प्रश्नो को आपके अभ्यास के लिए छोड़ देते है तो अभी तक हमने जो किया है तो चलिए याद करते है जो हमने पहले किया था तो utt c2uxx0 यह आपका वेव समीकरण है तो आपके पास क्या है की x पूरी वास्तविक रेखा पर है t0 पर आपके पास ux0f तथा utx0g प्रारम्भिक डेटा दिया गया है क्योकि यहाँ कोई सीमा नहीं है यह एक हल है तो यह डी'एलमबर्ट हल है हमारे पास हल डी'एलमबर्ट हल है तथा आपके पास इस प्रश्न का हल है तथा हमने यह भी देखा है की यह एक अद्वितीय हल है ऊर्जा दृष्टिकोण से ऊर्जा पर ध्यान रखते हुए आपके पास अद्वितीय हल भी सिद्ध है आपके पास अद्वितीय हल है आपने प्रदर्शित किया है की आपके पास डी'एलमबर्ट हल इस प्रश्न के लिए इन प्रारम्भिक प्रश्न का इस वेव समीकरण के लिए अद्वितीय है पूरे डोमैन है आपके पास अनंत डोरी है जिसके दोनों सिरे पर जब आप विस्थापन तथा प्रारम्भिक वेग देते है आप जानते है की डोरी मे सभी समय क्या कंपन होते है वह आप जानते है आप इसे डी'एलमबर्ट हल की तरह जानते है क्योकि यह अद्वितीय है तथा हमने यह भी देखा है की इसी प्रकार के प्रश्नो को कैसे परिवर्तित करते है जब आप एक अर्ध अनंत डोमैन पर ध्यान देते है तो x0 तथा t0 तथा प्रारम्भिक प्रतिबंध उसी प्रकार u x 0f ut x 0g है क्योकि अब आप आपके पास एक सीमा है आपके पास सीमा प्रतिबंध है तो आप सीमा प्रतिबंध दे सकते है इन्हे निश्चित करने के लिए या मुक्त रहने देते है तो u 0t 0 या ux 0t 0 तो प्रत्येक स्थिति मे हम केवल डोमैन को विस्तारित करते है सभी सम या विषम फलनों को सम्मिलित करते हुए तथा तब डोमैन का विस्तार करे पूरी वास्तविक रेखा की तरह तथा इस डी'एलमबर्ट हल बनाए तथा हम हल ज्ञात करते है तो आपके पास हल है हमारे पास हल है ओर हमने देखा है की अद्वितीयता प्रदर्शित की है ऊर्जा दृष्टिकोण से पहले की तरह तो आपके पास पुनः अद्वितीय हल है तो इस स्थिति मे तथा यदि आप इसे अलग चीजों से बदल दे उदाहरण के लिए u0tp तब भी आप हल के अद्वितीय होने को प्रदर्शित करने के लिए आप साधारण तरीके से कार्य कर कर सकते है तो सम या विषम फलन के रूप मे विस्तार किए बिना हम वेव समीकरण का सामान्य हल को प्रदर्शित करे तथा तब सीमा प्रतिबंधों को स्वैच्छिक फलनों को ज्ञात करने के लिए ऋणात्मक ओर के लिए तो इस विधि से आप वास्तव मे हल को देख सकते है तथा पुनः ऊर्जा दृष्टिकोण से आप अद्वितीयता को प्रदर्शित करते है तो आपके पास अद्वितीय हल है इस स्थिति मे केवल प्रश्न यह है की जब आपके पास अब्सोर्बिंग सीमा प्रतिबंध uxku0 है तो यदि आप किसी डोरी को जोड़े तब आपने अद्वितीयता को प्रदर्शित नहीं किया है परंतु यह थोड़ा घुमावदार है तो यह सीधा नहीं है परंतु आपके पास अद्वितीय हल है यहाँ कोई भी हल की अद्वितीयता को सिद्ध कर सकते है परंतु हमे नहीं दिया गया है तो आपको इसके बारे मे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ हम भी कार्य करेगे इसी प्रकार के हलों पर यहाँ हमने यह दो हल नहीं दिये है परंतु हम सामान्य दृष्टिकोण से कार्य शुरू करेगे आपके पास एक हल है तथा यह वास्तव मे अद्वितीय है परंतु मैं यहाँ यह नहीं प्रदर्शित नहीं किया है की तथा कोई भी अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर सकता है ऊर्जा दृष्टिकोण से आप इस स्थिति मे भी अद्वितीयता को प्रदर्शित कर सकते है इसी प्रश्न के लिए इन सीमा प्रतिबंधों के लिए तो यह आपने देखा है तो अब चलिए प्रारम्भिक मान प्रश्नो को देखते है तो यह प्रारम्भिक मान प्रश्न को एक नॉन होमोजिनिऔस फलन की तरह तो यदि आप इस पर ध्यान दे यह शून्य है यहाँ कोई बाह्य बल नहीं है यहाँ तो आपके पास वहाँ वेव समीकरण मे कोई बाह्य बल नहीं है प्रारम्भ मे यह आपके पास है तो यदि आप कोई बाह्य बल लगाते है तो आप कोई फलन दे सकते है मानते है की कुछ hxt यदि आपको बल की तरह दिया जाता है तो चलिए मैं नॉन होमोजिनिऔस वेव समीकरण utt−c2uxxhxt लिखती हूँ तो चलिए पूरे डोमैन को लेते है जो x ∈ R तथा t0 पर बाह्य बल hxt प्रदान करता है तो आपके पास पूरी अनंत डोरी है तथा आपके पास प्रारम्भिक डेटा u x 0f ut x 0g है तो हम जानना चाहते है की हल कैसे ज्ञात करे तो पुनः ऊर्जा अवधारणा से यदि आप मानते है की u1xt तथा u2xt दो हल हे प्रश्न के आप उनका अंतर लेते है जिसे आप w कहते है तो w भी वेव समीकरण का हल होगा क्योकि यदि u1 इसे संतुष्ट करता है आप इसका अंतर लेगे तो यह शून्य होगा तो दायें हाथ की ओर शून्य होगा होमोजिनिऔस वेव समीकरण को संतुष्ट करता है तथा प्रारम्भिक डेटा शून्य होगा तो ऊर्जा के उसी अवधारणा का प्रयोग करने पर जो की पहले दी गई है काम आती है ताकि आपके पास अद्वितीय हल होगा अद्वितीय होना निश्चित है आपको केवल एक हल को ज्ञात करना है ताकि आपके पास एक अद्वितीय हल हो नॉन होमोजिनिऔस वेव समीकरण के लिए भी तो यह हम अगले विडियो मे प्रदर्शित करेगे हम आपको हल ज्ञात करने की विधि प्रदान करेगे हम इस प्रश्न को दो भागों मे तोड़ने का प्रयास करेगे एक होमोजिनिऔस भाग जिसे आप डी'एलमबर्ट हल के रूप मे जानते है तथा नॉन होमोजिनिऔस भाग जिसका हल आप साधारण समाकलन तकनीक से कर सकते है तो हम इसे अगले विडियो मे देखेगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद